हम एक आरेख में देखेंगे जैसे मैं पिछली कक्षा में बता रहा था कि यह सीपीयू बर्स्ट का आकार एक चिंता का विषय है यदि आप इस सीपीयू बर्स्ट के आकार के बारे में एक सांख्यिकीय अध्ययन करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि कितने सीपीयू बर्स्ट का आकार क्या है तो इस आरेख में आप देख सकते हैं कि यह x एक्सिस है तो हमें यह बर्स्ट अवधि 0 8 16 24 32 वगैरह मिल गई है तो बर्स्ट की अवधि बढ़ रही है और y एक्सिस पर हमें आवृत्ति मिल गई है एक विशिष्ट प्रोग्राम के निष्पादन में इस तरह के बर्स्ट आकार के कितने घटना होते हैं तो मूल रूप से मेरा मतलब यह है कि शायद पहली बर्स्ट का आकार बहुत बड़ा है दूसरा बर्स्ट आकार वहाँ है उसके बाद हमें कुछ आईओ मिला है तो यह एक आईओ है तो अगले बर्स्ट का आकार शायद इस आकार का है तो ये सभी सीपीयू बर्स्ट हैं और फिर यह एक और IO है शायद यह यहाँ कुछ IO है इसलिए यदि आप किसी प्रक्रिया का एक विशिष्ट निष्पादन लेते हैं तो यदि हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि कितने सीपीयू बर्स्ट हमें एक विशेष आकार के मिले हैं फिर इस आरेख में आप देख सकते हैं कि आपको बहुत कम मिले हैं बहुत कम सीपीयू बर्स्ट हैं जो बड़े आकार के होते हैं यहाँ की तरह आप देखते हैं कि बर्स्ट आकार 8 के बाद सीपीयू के बर्स्ट की संख्या बहुत कम हो गई है इसलिए यह 0 है या नहीं यह एक बहस का मुद्दा है लेकिन यह कि क्या यह विशेष प्रोग्राम पर निर्भर करेगा सामान्य तौर पर यह छोटा हो जाता है और बड़ी संख्या में बर्स्ट हैं जो कम आकार के हैं तो अगर आप देखते हैं कि यह चरम है तो यह मूल रूप से यहाँ कहीं ऐसा है जो लगभग 2 कह सकता है या 15 ऐसा कहा जा सकता है तो इस तरह से सीपीयू बर्स्ट की संख्या या छोटे आकार जो बहुत बड़ी है जबकि इसलिए इसके नीचे यह फिर से छोटा है क्योंकि अगर यह है इसलिएसीपीयू के बर्स्ट की संख्या सीपीयू के बर्स्ट के आकार सीपीयू के बर्स्ट की संख्या जो 0 के करीब है वह भी बहुत कम है तो यह है लेकिन कुछ सीपीयू बर्स्ट हैं जो 0 से थोड़ा अधिक है इसका मतलब यह है कि यह विशेष रूप से तब होता है जब प्रोग्राम बस शुरू हो रहा होता है तब आपको इनिशियलाइज़ेशन के बाद उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने में चला जाता है और इस तरह की चीजों में तो इस तरह से यह सीपीयू बर्स्ट का आकार बहुत छोटा है और हमें सीपीयू बर्स्ट मिला है तो कुछ सीपीयू बर्स्ट के आकार होंगे जिनके लिए घटनाओं की संख्या बहुत अधिक होगी इसलिए यहां बहुत अधिक संख्या में घटनाएँ घटती हैं और बाकी तब यह घटने लगती हैं तो यह हिस्टोग्राम सीपीयू बर्स्ट समय दिखा रहा है जो आपको आमतौर पर एक सिस्टम में मिलता है बेशक यह स्थिति उदाहरण के लिए बदल सकती है यदि आप एक ऐसे प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें कम्प्यूटेशन हावी है तब आप देखेंगे कि यह हिस्सा छोटा है लेकिन कोई शिखर शायद यहीं कहीं होगा तो आप कम आकार के सीपीयू बर्स्ट की तुलना में अधिक होने के लिए आकार के सीपीयू बर्स्ट की संख्या प्राप्त कर सकते हैं या शायद यह वक्र आगे स्थानांतरित हो सकता है तो आप इस तरह एक सीपीयू बर्स्ट व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं तो जैसा कि आप जा रहे हैं यह बर्स्ट आकार बहुत अधिक है आपको कुछ बर्स्ट आकार मिलता है जो बहुत अधिक है और उनकी आवृत्तियाँ अधिक हैं इसलिए यह विशेष रूप से सच है जब हमें सिग्नल प्रोसेसिंग प्रकार के एप्लिकेशन मिले हैं क्योंकि तब यह बहुत अधिक गणना कर रहा होगा तो इस तरह से यह उच्च है दूसरी ओर यदि आप इस IO बाध्य कार्य में देख रहे हैं तो ठीक है तो यह डेटाबेस संचालन है तो यह एक विशिष्ट स्थिति है जो आपको मिलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि सीपीयू के बर्स्ट पर सीपीयू बर्स्ट की मात्रा कम होती है तो इस तरह से हमें यह स्थिति मिली है लेकिन फिर से एक विशिष्ट प्रोग्राम के लिए हमें दोनों का मिश्रण मिलेगा तो दोनों IO बाउंड और सीपीयू बाउंड ऑपरेशन होंगे तो इस तरह यह बर्स्ट आकार बदल जाएगा तो यह सीपीयू बर्स्ट के बारे में है जब भी हम सीपीयू शेड्यूलिंग नीति के बारे में बात कर रहे हैं जब भी सीपीयू निष्क्रिय हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को निष्पादित होने के लिए रेडी क्यू में एक प्रक्रिया का चयन करना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सीपीयू बेकार हो जाएगा और इस तरह से सीपीयू का उपयोग बंद हो जाएगा इसलिए हम नहीं चाहते कि सीपीयू बेकार बैठे तो स्वाभाविक रूप से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इसलिए इसे चुनना चाहिए यह रेडी क्यू से एक कार्य का चयन करते हैं और इसे सीपीयू मेमोरी पर डाल देते हैं इसलिए इसे कार्य पर सीपीयू का नियंत्रण देने के लिए इसे भेजना चाहिए ताकि कार्य निष्पादित हो इसलिए तैयार प्रक्रियाओं के बीच चयन करना और सीपीयू को तैयार प्रक्रियाओं में से एक देना ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है यह विशेष चयन सीपीयू शेड्यूलर द्वारा किया जाता है तो सीपीयू शेड्यूलर यह काम करेगा रेडी क्यू को अलग अलग तरीकों से ऑर्डर किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं उनके आगमन के संदर्भ में रेडी क्यू का आदेश दूँगा इसलिए जब कोई खास काम आया तो हम कहते हैं तो हमारे पास रेडी क्यू में 10 कार्य हैं तो सीपीयू शेड्यूलर को इस 10 में से एक को चुनना होगा अब यदि हम कुछ फैशन में क्यू को रखते हैं तो सीपीयू शेड्यूलर को डिज़ाइन करना बहुत सरल हो जाता है इसलिए यदि क्यू को उनके आगमन के समय के संदर्भ में क्रमबद्ध किया जाता है और यदि उन्हें आगमन के समय के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है तो हम जानते हैं कि मेरे पास सिस्टम में पहला कार्य सबसे पुराना कार्य है तो शेड्यूलर इस काम को ले सकता है और इसे निष्पादन के लिए सीपीयू को दे सकता है अब या शायद उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी छँटाई की जाए इसलिए हमें तब कार्यों के लिए प्राथमिकता मिली है इसलिए जब भी कोई नया कार्य क्यू में शामिल होता है प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को इस क्यू में कहीं रखा जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता की है और परिणामस्वरूप यह शुरुआत में आता है और अन्य सभी कार्य को पीछे धकेल देता है तो उसमें भी यह सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी है तो यह क्यू से पहला कार्य ले सकता है और सीपीयू द्वारा इसे निष्पादित करने का मौका दे सकता है तो इस तरह से शेड्यूलिंग पॉलिसी या शेड्यूलिंग एल्गोरिथ्म को बहुत सरल बना दिया जाएगा लेकिन क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए रखेगा कि इस शेड्यूलर को बहुत आसानी से लागू किया जा सके इसलिए इस रेडी क्यू को अलग अलग तरीकों से ऑर्डर किया जा सकता है जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को चलाने और विकसित करने में मदद करता है और शेड्यूलिंग फैसले तब हो सकते हैं जब कोई प्रक्रिया रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट पर स्विच हो जाती है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट स्विच हो जाती हैवेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच हो जाती है एक प्रक्रिया समाप्त होने पर इसलिए ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें किसी शेड्यूलर का आह्वान करना होगा जैसे कि एक प्रक्रिया रनिंग स्थिति में थी इसलिए यह सीपीयू में चलने वाली एक प्रक्रिया थी तो यह एक चालू स्थिति में था अब क्या होता है कि यह प्रक्रिया कुछ आईओ कार्यों में जाना चाहती है इसलिए यह कुछ आईओ ऑपरेशन करना चाहता है इसलिए यह आगे नहीं बढ़ सकता है तो यह प्रतीक्षा की स्थिति में जाता है और जब यह प्रतीक्षा करने वाला होता है तो स्वाभाविक रूप से अगली प्रक्रिया को तैयार स्थिति से चुना जाता है और इसे इस पर डाल दिया जाता है तो समय के इस बिंदु पर शेड्यूलर को आमंत्रित किया जाना चाहिए तो यह पहला बिंदु है इसलिए जब कोई प्रक्रिया चल रही होती है और यह रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में बदल जाती है तो शेड्यूलर को लागू करने की आवश्यकता होती है या जब कोई प्रक्रिया रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में स्विच हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि प्रतीक्षा करने के लिए चलने के बजाय इसलिए शायद यह यहां चल रहा था और किसी कारण या दूसरे के कारण इसे वापस रेडी स्टेट में डाल दिया गया था और यह विशेष रूप से सच है यदि आपके पास एक समय साझा प्रणाली है जिसमें कार्य को केवल कुछ समय के लिए सीपीयू दी जाती है और टाइम क्वांटम समाप्त हो जाती है इसलिए यह कार्य सीपीयू से वापस ले ली जाती है और इसे किसी अन्य कार्य को दे दिया जाता है तो इस तरह से यह कार्य जो प्रक्रिया यहां चल रही थी उसे वापस ले लिया गया और यह रेडी़ स्टेट में चली गई तो उस स्थिति में शेड्यूलर को तैयार स्थिति से कार्य का चयन करना होगा और इसे सीपीयू द्वारा निष्पादित करने का मौका देना होगा तो इस तरह से वह कार्य रेडी़ स्टेट से रनिंग स्टेट में परिवर्तन करती है इसलिए यही कारण है कि यह एक दूसरा बिंदु है अर्थात जब प्रक्रिया रनिंग स्टेट से रेडी़ स्टेट में बदल जाती है तो हमें शेड्यूलर को भी आमंत्रित करना पड़ सकता है एक और चीज जो हमारे पास है वह एक प्रक्रिया है जो वेटिंग स्टेट में है और कुछ समय बाद यह प्रतीक्षा अवधि समाप्त हो जाती है तो कई कारणों से प्रतीक्षा अवधि समाप्त हो सकती है शायद यह कुछ आईओ ऑपरेशन संचालन की प्रतीक्षा कर रहा था इसलिए कि आईओ ऑपरेशन समाप्त हो गया है यह उदाहरण के लिए किसी घटना के होने की प्रतीक्षा कर रहा था यह कुछ बाल प्रक्रिया के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था इसलिए जब यह हो रहा है तो यह प्रक्रिया जब यह घटना समाप्त हो जाती है या आईओ समाप्त हो जाती है तो यह रेडी़ स्टेट में परिवर्तन कर देती है और अब ऐसा हो सकता है कि यह कार्य जो रेडी़ स्टेट में आया है वह सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह वर्तमान में चल रही प्रक्रिया से भी अधिक एक प्राथमिकता है तो उस स्थिति में इस प्रक्रिया को सीपीयू से बाहर निकालना होगा और इस प्रक्रिया को निष्पादन का मौका मिलना चाहिए इसलिए जब भी कोई प्रक्रिया वेटिंग स्टेट से रेडी़ स्टेट में बदलती है तो वहां भी हमें कुछ समयबद्ध निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है और अंत में जब एक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है इसलिए एक प्रक्रिया चल रही है और इसने सभी कथनों को निष्पादित करके इसका निष्पादन समाप्त कर दिया है तो यह समाप्त होता है तो फिर से सीपीयू मुक्त हो गया अब मुझे कुछ काम करना होगा और इसे सीपीयू पर रखना होगा तो यह है कि रेडी़ स्टेट से कुछ काम रनिंग स्टेट में जाना चाहिए इसलिए जब एक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो ये चार अलग अलग स्थितियाँ हैं या चार अलग अलग मामले हैं जिनमें इस शेड्यूलर को तस्वीर में आना है और शेड्यूलिंग ऑपरेशन करने के लिए उचित कार्रवाई करना है तो स्थितियों 1 और 4 के मामले में शेड्यूलिंग के मामले में कोई विकल्प नहीं है तो आपके साथ 1 और 4 का कोई विकल्प नहीं है निष्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया का चयन किया जाना चाहिए और एक विकल्प है हालाँकि स्थितियों 2 और 3 के लिए रनिंग स्टेट से रेडी़ स्टेट में या वेटिंग स्टेट से रेडी़ स्टेट में स्विच करता है इसलिए हमें एक विकल्प मिला है इसलिए इन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कैसे विकसित किया जा सकता है ताकि उनका निर्णय लिया जा सके लेकिन इसके आने से पहले इस समय निर्धारण को दो अलग अलग प्रकारों के बारे में सोचा जा सकता है एक को प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग कहा जाता है और दूसरे को नॉन प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग कहा जाता है इसलिए यदि आप इस सभी शेड्यूलिंग नीतियों पर गौर करते हैं तो आप दो वर्गों के बारे में सोच सकते हैं एक वर्ग को नॉन प्रियेंप्टिव कहा जाता है और दूसरा वर्ग प्रियेंप्टिव होता है नॉन प्रियेंप्टिव क्लास का मतलब है कि सीपीयू जो एक बार प्रक्रिया है उसे सीपीयू मिल गया है तो यह चल रहा होगा और इसका पूरी तरह से उपयोग होगा इसलिए सीपीयू को एक प्रक्रिया में आवंटित किए जाने के बाद एक नॉन प्रियेंप्टिव क्लास सीपीयू को तब तक देता है जब तक कि यह सीपीयू जारी नहीं करता तो यह सीपीयू कैसे जारी कर सकता है जैसा कि मैंने कहा कि अगर यह कोड है कि प्रक्रिया अब निष्पादित हो रही है तो ये सभी निर्देश जो वहां हैं इसलिए वे कुछ कम्प्यूटेशनल निर्देश हैं अब इसके बाद यह कुछ आईओ ऑपरेशन में जा सकता है तो अगर यह एक आईओ ऑपरेशन हो रहा है तो सीपीयू को जारी किया जा सकता है तो सीपीयू जारी करने का यह एक स्वैच्छिक तरीका है एक और बात यह है कि यह निष्पादित है और निष्पादन समाप्त हो गया है तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए कोई और बयान नहीं मिला है तो यह समाप्त होता है इसलिए इन दो मामलों में यह प्रक्रिया सीपीयू को जारी करेगी लेकिन कोई अन्य तरीका नहीं है जिसके द्वारा सीपीयू को प्रक्रिया से लिया जा सकता है इसलिए आप सीपीयू को नहीं रोक सकते हैं आप प्रक्रिया को कुछ मध्यस्थ बिंदु पर रोक नहीं सकते हैं और सीपीयू को प्रक्रिया से वापस ले सकते हैं इसलिए आप इस प्रक्रिया को बीच में नहीं रोक सकते तो यह नॉन प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग नीति है इसलिए सीपीयू को इस प्रक्रिया से पहले से प्रीमिट नहीं किया जाता है और जब तक कि यह स्वेच्छा से नियंत्रण से दूर नहीं हो जाता है इसलिए यह नॉन प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी है अन्य श्रेणियों के लिए हमें प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग पॉलिसी मिली है तो प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग का मतलब है कि आप सीपीयू को बीच में प्रक्रिया से वापस ले सकते हैं ओ यह कुछ स्थितियाँ बना सकता है जिन्हें रेस कंडीशन कहा जाता है जो इसे बना सकते हैं इसलिए हम देखेंगे कि यह कैसा है तो ऐसा क्या हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति है जहां डेटा को साझा करने वाली दो प्रक्रियाओं होती हैं जबकि एक प्रक्रिया डेटा को अपडेट कर रही है जो कि पूर्व निर्मित है ताकि दूसरी प्रक्रिया चल सके दूसरी प्रक्रिया तब डेटा को पढ़ने की कोशिश करती है जो असंगत स्थिति में होते हैं तो यह एक समस्या है तो यह कुछ रेस कंडीशन पैदा कर सकता है क्योंकि मान लीजिए कि मुझे दो प्रक्रियाएं P1 और P2 मिल गई हैं जैसे कि अगर इस P1 को निष्पादित करने के लिए कुछ कोड मिला है और यदि मैं कहता हूं कि इसे यहां से निकाल दिया जाएगा और फिर P2 को निष्पादन का मौका मिलता है तो शायद P1 कोड के इस हिस्से में एक ऐरे A को अपडेट कर रहा था तो यह ऐरे A को अपडेट कर रहा था जो कि 1 से 1000 है ऐरे में 1000 प्रविष्टियां हैं इसलिए यह अपडेट कर रहा था और इसके बाद इसने मानलो 255 तत्व को अपडेट किया है तब इस बिंदु पर यह तय किया जाता है कि सीपीयू पी1 से वापस ले लिया जाएगा अब यदि पी2 निर्धारित है तो क्या होगा और यह पी2 ऐरे A से डेटा पढ़ने की कोशिश करता है फिर बचे हुए मानों के लिए 256 के बाद से 256 से 1000 तक तो यह पुराने मूल्यों को असंगत मान देगा जो इसे प्राप्त करेगा जो सही नहीं है तो उस तरह से कठिनाई हो सकती है जिसके लिए प्रक्रिया को पहले मौका मिलता है जो प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया को प्रीयेंप्ट और किस बिंदु पर पूर्व निर्धारित करती है तो कोड के एक ही टुकड़े के लिए एक मामले में शायद इस बिंदु पर प्रियेंप्षन किया जाता है कोड के एक ही टुकड़े के लिए दूसरे रन में शायद प्रियेंप्षन कहीं किया जाता है अपडेट करने के बाद इस अपडेशन को करने के बाद हो सकता है 500 तत्व तब यह प्रियेंप्षन होता है फिर स्वाभाविक रूप से इस स्थिति का परिणाम जब पी1 ने इस पर अमल किया है तो पी 2 को निष्पादित किया जाता है और इस स्थिति में यदि पी 1 को यहाँ तक निष्पादित किया जाता है तो पी 2 को निष्पादित किया जाता है तो इन दो मामलों में परिणाम अलग होगा और यह है तो रनिंग स्थिति है तो दो प्रक्रियाएं एक दूसरे के बीच दौड़ रही हैं ताकि यह सीपीयू तक पहुंच सके लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस प्रियेंप्टिव पॉलिसी के कारण ऐसा हुआ है इसलिए अगर यह नॉन प्रियेंप्टिव था तो किसी भी स्थिति में पी 1 अपना संपूर्ण अपडेशन पूरा कर लेगा तो संभवतः यह सीपीयू जारी करके कुछ आईओ ऑपरेशन में चला जाएगा तो यहाँ भी यह CPU को रिलीज़ कर के IO ऑपरेशन में जाएगा और उसके बाद केवल P2 को मौका मिलेगा जो नॉन प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग थी लेकिन प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग के लिए हमें एक अलग स्थिति मिली है जबकि कर्नेल मोड में हमें प्रियेंप्षन पर भी विचार करना होगा तो यह एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ऑपरेशन के कर्नेल मोड में है तो यह वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन कर रहा है इसलिए शायद उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक प्रक्रिया ने फोर्क स्टेटमेंट के लिए कॉल किया है और फोर्क के परिणामस्वरूप यह निष्पादन के कर्नेल मोड में चला जाता है और यह प्रक्रिया टेबल को अपडेट कर रहा है एक नई प्रक्रिया बन रही है तो यह प्रोसेस टेबल पीसीबी लिस्ट और सभी को अपडेट कर रहा है इसलिए यह उन सभी महत्वपूर्ण चीजों को अपडेट कर रहा है अब अपडेशन के बीच में अगर इस प्रक्रिया को प्रीयेंप्ट किया जाता है अगर इस प्रक्रिया को बीच में प्रीयेंप्ट किया जाता है और एक अन्य प्रक्रिया को निष्पादन का मौका मिलता है और यह एक फोर्क ऑपरेशन भी करता है फिर क्या होगा यह प्रोसेस टेबल असंगत स्थिति में जा सकती है क्योंकि हमें एक से अधिक प्रक्रिया मिली है जो समवर्ती रूप से प्रोसेस टेबल को संशोधित करने की कोशिश कर रही है तो यह एक ऐसी स्थिति है जिससे बचना है तो यह प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग अगर यह नहीं था तो निश्चित रूप से कर्नेल में दो प्रक्रियाएँ समवर्ती रूप से निष्पादित नहीं हो सकती हैं तो यह नॉन प्रियेंप्टिव कर्नेल हमारी उस तरह से मदद करेगा लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ अन्य कठिनाइयाँ हैं इसीलिए हम कर्नेल को नॉन प्रियेंप्टिव नहीं बनाते हैं लेकिन प्रियेंप्टिव कर्नेल मूल रूप से मदद करता है क्योंकि आप कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का जवाब दे सकते हैं और इसलिए यह समस्या है इसलिए हमें यह रेस कंडीशन मिली है जो सिस्टम प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और महत्वपूर्ण रेस गतिविधियों के दौरान होने वाली रुकावटों को भी रोक सकती है जैसे कि यह उदाहरण के लिए था मान लीजिए कि यह प्रोसेस टेबल को अद्यतन कर रहा था और फिर एक व्यवधान आया और फिर अगर यह उस रुकावट से निपटने में चला जाता है तो फिर से उस रुकावट दिनचर्या में प्रक्रिया टेबल को संशोधित करने की कोशिश हो सकती है तो ऐसा हो सकता है जिससे कुछ कठिनाई होगी इसलिए यह प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग ठीक है तो यह अच्छा है कि आप सीपीयू को एक प्रक्रिया से वापस ले सकते हैं और इसे किसी अन्य ज़रूरतमंद प्रक्रिया को दे सकते हैं जो अच्छा है लेकिन यह बहुत सारी विसंगतियां पैदा करता है इसमें बहुत सारी विसंगतियां पैदा करने की क्षमता है वस्तुतः सभी आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ मैक ओएस एक्स लिनक्स और यूनिक्स हैं वे प्रियेंप्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग इस कारण से करते हैं कि अन्यथा सिस्टम थ्रूपुट या आप धीमा हो जाते हैं और आप कई उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं की संख्या से डर नहीं सकते तो इसीलिए ऐसा है कि ये सभी प्रियेंप्टिव हैं आगे हम डिस्पैचर या शेड्यूलर के बारे में बात करेंगे तो यह डिस्पैचर यह वह मॉड्यूल है जो सीपीयू का नियंत्रण सीपीयू शेड्यूलिंग द्वारा चयनित प्रक्रिया को देता है तो ऐसा क्या होता है कि वर्तमान में P0 पर प्रक्रिया चल रही है वर्तमान P0 में निष्पादित हो रही है और किसी कारण या अन्य के कारण निष्पादित हो रही है इसलिए पी 0 आगे नहीं बढ़ सकता है तो शायद यह इस IO इवेंट के इंतजार के कारण या शायद कुछ के कारण है इसलिए टाइम स्लाइस की समय सीमा समाप्त हो जाती है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है तो शेड्यूलर एक निर्णय लेता है कि अब पी1 को ठीक चलना चाहिए अब P0 से P1 तक का यह स्विच इतना सरल नहीं है क्योंकि बाद में आप उस बिंदु से P0 को पुनः आरंभ करना चाहेंगे जिस पर वह रुका था इसलिए इस तरह हमें पर्याप्त जानकारी बचानी है और इसलिए हमें प्रक्रिया के संदर्भ को बचाना होगा हमें प्रक्रिया 0 के संदर्भ को स्मृति में कहीं और सहेजना होगा और हमें यह जानना होगा कि संदर्भ प्रक्रिया के प्रक्रिया नियंत्रण खंड में सहेजा गया है तो पहली बात यह है कि स्थिति को पीसीबी 0 में सहेजना है और जब इसे निष्पादित किया जाता है तो यह प्रक्रिया 1 पहले कुछ हद तक निष्पादित प्रक्रिया 1 भी हो सकती है तो यह भी एक आधा किया प्रक्रिया है तो आप प्रक्रिया 1 के निष्पादन को उस बिंदु से फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर यह निलंबित हो गया तो इस तरह से फिर से प्रक्रिया 1 के पीसीबी को उस बिंदु के बारे में जानकारी मिल गई है जिस पर उसे निष्पादित किया गया था इसलिए वहां से पीसीबी 1 से स्थिति को बहाल करना होगा तो यह बात पूरी करनी होगी तो इस वर्तमान संदर्भ को PCB 0 में सेव किया जाना है और PCB 1 के PCB 1 कंटेंट के संदर्भ को कॉपी करके सीपीयू रजिस्टरों और सभी पर ले जाना चाहिए इसलिए यह पीसीबी 1 से संदर्भ की बहाल है इसलिए यह अतिरिक्त चीज है जो हमें करने की आवश्यकता है जब हम प्रक्रिया पी 0 से प्रक्रिया पी 1 पर नियंत्रण स्विच कर रहे हैं इसलिए इसे डिस्पैचर और इस विशेष द्वारा किया जाता है इस प्रति के कारण देरी और इस पीसीबी की पुनर्स्थापना है तो यह डिस्पाच लेटन्सी के रूप में जाना जाता है तो निश्चित रूप से मैं इस डिस्पाच लेटन्सी को छोटा करना चाहूँगा और इस डिस्पाच लेटन्सी को कम करने के लिए अलग अलग प्रोसेसर आर्किटेक्चर हैं उदाहरण के लिए विभिन्न प्रोसेसरों में आप पा सकते हैं कि हमें रजिस्टरों का डुप्लिकेट सेट मिल गया है इसलिए आपको पीसीबी या इसके सभी रजिस्टर मानों को सहेजने की आवश्यकता नहीं है आप बस रजिस्टर बैंक को नोट कर सकते हैं जो इस प्रक्रिया के लिए आवंटित किया गया है इस तरह आप बस यह देख सकते हैं कि क्या यह अगले उपयोग के लिए है एक अलग रजिस्टर बैंक तो आपको पीसीबी में पिछली प्रक्रिया के संदर्भ को बचाने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार हम इस डिस्पाच लेटन्सी को कम करने के लिए विभिन्न आर्किटेक्चरल समर्थन के बारे में सोच सकते हैं लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं यह छोटी सी अवधि हमेशा प्रक्रिया के स्विचिंग में एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में आ जाएगी तो यह स्विचिंग संदर्भ महत्वपूर्ण है कि यह उपयोगकर्ता मोड में स्विच हो और उस प्रोग्राम को पुनः आरंभ करने के लिए उपयोगकर्ता प्रोग्राम में उचित स्थान पर कूद जाए तो ये स्विचिंग संदर्भ हैं जो पीसीबी से सीपीयू रजिस्टर या सीपीयू रजिस्टर से पीसीबी में कॉपी कर रहे हैं तो यह सुपेर्विसोर् मोड में किया जाना चाहिए क्योंकि उपयोगकर्ता प्रोग्राम को इस चीज़ को करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा सिस्टम असंगत स्थिति में जा सकता है तो इस तरह से हमें सुपेर्विसोर् मोड में संदर्भ के इस स्विचिंग को करना होगा फिर इसे उपयोगकर्ता मोड पर जाना होगा और फिर हम उस विशेष उपयोगकर्ता विशेष प्रोग्राम बिंदु से निष्पादित करना शुरू कर सकते हैं जिस पर इसे निलंबित कर दिया गया था तो हम समस्या को फिर से शुरू कर सकते हैं इसलिए डिस्पैच लेटेंसी एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरे को शुरू करने के लिए लिया गया समय है तो यह डिस्पैच लेटेंसी है और यह डिस्पैच लेटेंसी छोटा होना चाहिए तो यह विचार है तो मैं इस डिस्पैच लेटेंसी को छोटा कैसे बना सकता हूं तो यह एक मुद्दा है कि हम विभिन्न आर्किटेक्चर देखेंगे इसलिए वे विभिन्न सुविधाओं का समर्थन कर रहे हैं जिनके द्वारा यह किया जा सकता है अगली बात जिस पर ध्यान दिया जाएगा वह यह है कि हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आप किसी विशेष शेड्यूलिंग एल्गोरिथ्म को कैसे जज करते हैं चाहे वह अच्छा हो या बुरा तो कई मापदंड हैं जो हमारे पास एक सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए हो सकते हैं तो पहले और सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों को सीपीयू उपयोग के रूप में जाना जाता है इसलिए सीपीयू उपयोग कहता है कि कितना समय सीपीयू व्यस्त रखा गया है इसलिए आदर्श रूप में जैसा कि मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि सीपीयू का उपयोग 100 प्रतिशत किया जाए लेकिन इस कारण से कि इस बीच हमें इन पीसीबी और सभी को बचाने और पुनर्स्थापित करना है तो ये समय पढ़ा नहीं जा सकता तो कुछ समय हमेशा खर्च किया जाएगा इसलिए आपके पास यह उपयोग 100 प्रतिशत नहीं हो सकता है लेकिन यदि यह 100 प्रतिशत नहीं है तो आप 100 प्रतिशत के करीब होना चाहेंगे तो सीपीयू उपयोग एक उपाय है जैसे सीपीयू को यथासंभव व्यस्त रखना ठीक है तो सीपीयू कितनी बार व्यस्त है इसलिए यदि सीपीयू द्वारा किया जाने वाला कोई काम नहीं है तो स्वाभाविक रूप से सीपीयू बेकार रहेगा और वह समय बर्बादी में होगा फिर प्रक्रियाओं की थ्रूपुट संख्या जो प्रति यूनिट समय में अपने निष्पादन को पूरा करती है उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि प्रति यूनिट समय में 5 काम पूरे हुए हैं तो थ्रूपुट 5 प्रति सेकंड कहा जाता है तो प्रति सेकंड 5 कार्य पूरे हो सकते हैं तो थ्रूपुट 5 प्रतिशत फिर से है जो आप करना चाहते हैं वह यह है कि थ्रूपुट उच्च होना चाहिए अब यहां एक सवाल है तो यह देखें कि यदि किसी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है तो यह थ्रूपुट उच्च बनाया जा सकता है अगर वहाँ सीपीयू बर्स्ट है तो निश्चित रूप से मैं निश्चित समय के भीतर सीपीयू की एक संख्या को पूरा कर सकता हूं तो उपयोग थ्रूपुट उच्च होगा लेकिन एक ही समय में यदि आपको ये बर्स्ट आकार बहुत छोटा मिला है तो बहुत समय होगा जो संदर्भ स्विचिंग में बर्बाद हो जाएगा इसलिए कॉंटेक्स्ट स्विचिंग में भी समय लगेगा इसलिए स्वाभाविक रूप से थ्रूपुट कार्यों की संख्या के लिए बिल्कुल आनुपातिक नहीं होगा जो पूरा हो गया है लेकिन यह इस अतिरिक्त संदर्भ स्विचिंग समय पर भी निर्भर करेगा जो कि आवश्यक है थ्रूपुट उन प्रक्रियाओं की संख्या है जो प्रति यूनिट समय पूरा करती हैं इसलिए प्रक्रियाओं की संख्या के बजाय इसलिए आप कह सकते हैं कि यह सीपीयू बर्स्ट की संख्या है जो प्रति यूनिट समय पर पूरा हो जाता है तो जब आप इन परिभाषा का उपयोग कर रहे होंगे सीपीयू बर्स्ट और प्रक्रियाएं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम वास्तव में सीपीयू बर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं फिर टर्नअराउंड टाइम यह किसी विशेष प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए समय की मात्रा है इसलिए टर्नअराउंड टाइम मान लिया गया है कि हम समय के साथ एक कार्य प्रस्तुत करते हैं जो कि 3 'o क्लॉक के बराबर है समय 3 के बराबर है जब हमने कार्य जमा की और जब यह कार्य पूरी हो गई तो यह दो बार बदलाव है तो यह मूल रूप से क्लॉक टाइम है इसलिए मान लो आपने 3 एम पर कार्य जमा किया और आपको परिणाम 330 एम पर मिला तो उस स्थिति में टर्नअराउंड टाइम 30 मिनट है तो टर्नअराउंड टाइम कितना है तो यह वह समय है जिस पर कार्य प्रस्तुत की जाती है तो एक कार्य इस से बनाई गई एक संक्रमण बनाता है इसलिए जब कार्य को नया अवस्था मिल जाता है तो वहां से यह स्थिति समाप्त हो जाती है इसलिए यह बताता है कि कुल समय की कितनी आवश्यकता है इसलिए हमारे पास जो पॉलिसी है उसके आधार पर कार्यों के बीच में कई बार अनुसूचित और अनिर्धारित किया जाएगा तो इस तरह से हमारे पास यह नई चीज हो सकती है तो यह पूरा समय टर्नअराउंड टाइम में आएगा इसलिए हम निश्चित रूप से टर्नअराउंड टाइम को छोटा करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम के अन्य उपयोगकर्ताओं का उपयोग करने के लिए अधिक काम किया जाए उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि मेरा कार्य निष्पादन के लिए ज्यादा समय नहीं ले रहा है इसलिए वह टर्नअराउंड टाइम है फिर वेटिंग टाइम इसलिए समय की कुल राशि के लिए रेडी क्यू में प्रतीक्षा की जा रही है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इस बात की प्रक्रिया में मिला है इसलिए उन्हें निष्पादन के लिए रेडी क्यू में रखा जाता है और वे रेडी क्यू में इंतजार कर रहे हैं तो वे सभी रेडी स्टेट में हैं और इन सभी प्रक्रियाओं को रेडी क्यू में रखा गया है अब यहाँ से हम रनिंग स्टेट पर जाने के लिए प्रक्रियाएँ कर रहे हैं और कुछ समय बाद यह प्रक्रिया सीधे रेडी क्यू में आ सकती है या यह कुछ वेट स्टेट में जा सकती है और वेट स्टेट से यह वापस रेडी क्यू में शामिल हो जाती है इसलिए वे दोनों संभव हैं लेकिन अंततः यह है कि अगर कार्य इस रास्ते से या इस वेट स्टेट पथ के माध्यम से किसी भी तरह से पूरी नहीं होती है तो यह फिर से रेडी क्यू में शामिल हो जाता है इसलिए फिर से इसे निष्पादन की अगली संभावना प्राप्त करने के लिए रेडी क्यू में कुछ समय तक इंतजार करना होगा तो अगली सीपीयू बर्स्ट तब होगी जब अन्य कार्य खत्म हो जाएंगी या ऐसा कुछ होगा जो शेड्यूलिंग पॉलिसी पर निर्भर करता है तो कार्यों के लिए समय की राशि रेडी क्यू में खर्च की जाती है तो उस समय की कुल राशि है जब कोई प्रक्रिया रेडी क्यू में प्रतीक्षा करती है इसलिए इसे कार्य का वेटिंग टाइम कहा जाएगा और स्वाभाविक रूप से हम इस वेटिंग टाइम को कम करना चाहेंगे और हमें एक और टाइमिंग माप मिला है जिसे रिस्पांस टाइम कहा जाता है तो रिस्पांस टाइम मूल रूप से यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आपको यह टाइम शेरिंग सिस्टम या मल्टी यूज़र या इंटरेक्टिव सिस्टम मिला है इसलिए मूल रूप से अगर मैं एक ही उदाहरण लेता हूं जैसे कि द्विघात समीकरण की जड़ें ax2 b c इसलिए प्रोग्राम के साथ शुरू करने के लिए कुछ इनिशियलाइज़ेशन किया जाता है और फिर इसे इनपुट मिलता है यह इनपुट ए बी सी निष्पादित करता है कई कार्यक्रमों की शुरुआत में वे कुछ संदेश प्रिंट करते हैं और उसी के साथ यह शुरू होता है इसलिए एक संदेश प्रिंट होना है और इसके साथ ही प्रोग्राम शुरू होता है तो मान लीजिए कि मैं निष्पादन के लिए प्रोग्राम शुरू करता हूं तो इस पहले प्रिंट स्टेटमेंट पर आने में कितना समय लगता है या यह पहला इनपुट स्टेटमेंट जहां कुछ उपयोगकर्ता सहभागिता शामिल है इसलिए अगर यह कुछ प्रिंट करता है तो उपयोगकर्ता मेरे प्रोग्राम को देख सकता है जो यह चल रहा है और इसे इस बिंदु तक निष्पादित किया गया है तो यह संदेश दे रहा है या यदि यह एक इनपुट स्टेटमेंट है तो यह उपयोगकर्ता से इनपुट के लिए पूछ रहा है इसलिए उपयोगकर्ता को यह महसूस हो रहा है कि प्रोग्राम अब कुछ इनपुट मांग रहा है इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम प्रगति कर रहा है और मेरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो यह प्रतिक्रिया उस अनुरोध के द्वारा लिया गया समय है जो तब तक प्रस्तुत किया गया था जब तक कि पहली प्रतिक्रिया का उत्पादन नहीं किया जाता है इसलिए यह मूल रूप से है यदि प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है जैसे कि इसने मुझे जड़ें नहीं दी हैं लेकिन इसने मुझे सिर्फ यह संदेश दिया है कि a b और c के मानों को इनपुट करें तो और वह रिस्पांस टाइम है और हमें यह महसूस होता है कि सिस्टम कितना रेस्पॉन्सिव है तो कार्यक्रम कितनी जल्दी उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब दे रहा है तो उस प्रकार की स्थिति एक समय साझा करने का वातावरण है और समय साझा करने के वातावरण में हमें एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में यह प्रतिक्रिया समय मिला है इसलिए उस पर्यावरण पर निर्भर करता है जिस पर आप एक शेड्यूलिंग पॉलिसी निर्धारित कर रहे हैं इसलिए मापदंड में से एक महत्वपूर्ण हो सकता है इसलिए शायद इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए यह रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण है जबकि हम रिस्पॉन्स टाइम के बारे में ज्यादा परेशान नहीं हैं इसलिए यदि आप वैज्ञानिक गणना कह रहे हैं तो इस तरह से हम इस थ्रूपुट के बारे में परेशान हो सकते हैं या यह है कि प्रति यूनिट समय पर पूरी होने वाली कार्यों की संख्या इसलिए यह बहुत अधिक संख्या में क्रंच कर रहा है तो यह वहाँ कर रहा है इसलिए हम कई शेड्यूलिंग पोलिसीस पर विचार करेंगे और हम उन्हें शेड्यूलिंग मानदंड के आधार पर आंकने का प्रयास करेंगे और हम अगली कक्षा में क्या करेंगे